छात्रों का स्वागत है तो हम बजट और बजटीय अभ्यास के बारे में सीखने और बजट का प्रबंधन निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कह सकते है कि समग्र संचालन और वित्तीय नियोजन और वित्तीय नियंत्रण में परिचालन का अभ्यास करने के उपयोग की प्रक्रिया में हैं इसलिए पिछली कक्षा में हमने सीखा कि कैसे मतलब कि बजट तैयार करना शुरू करें मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि परिचालन बजट का अंतिम छोर बजटीय लाभ और हानि खाता या बजट आय विवरण तैयार करना है और वित्तीय बजट का अंत बजटीय बैलेंस शीट तैयार करना है ठीक है ना लेकिन बजटीय लाभ और हानि खाते और बजटीय बैलेंस शीट पर पहुंचने से पहले हमें अनुसूचियों की संख्या तैयार करनी होगी और वे अनुसूचियां हमें लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट तक जानकारी ले जाने में मदद करेंगी तीसरा जो कथन है वह नकद बजट है उसे भी कभी अनुसूची माना जाता है क्योंकि नकदी बजट की जानकारी को भी अंततः बैलेंस शीट में ले जाया जाता है क्योंकि अंत में नकदी को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाना होता है इसलिए हमें अंततः परिचालन बजट तैयार करना होगा और परिचालन बजट का अंत लाभ और हानि खाता बजटीय लाभ और हानि खाता होगा और वित्तीय बजट का अंत बजटीय बैलेंस शीट होगी अब पिछली कक्षा में हमने पहली दो अनुसूचियों के बारे में जाना कि कैसे पहली दो अनुसूचियां की सूची तैयार करें क्योंकि किसी भी बजट की शुरुआत हमेशा बिक्री के पूर्वानुमान के साथ होती है इसका मतलब गति विधि है जो गति विधि हम करने जा रहे हैं उसका स्तर क्या है अगर यह एक विनिर्माण संगठन है अगर यह एक सेवा प्रदान करने वाला संगठन है तो किसी भी व्यावसायिक संगठन का मतलब है कि उनका अंतिम छोर क्या है अंतिम परिणाम क्या है बिक्री की मात्रा जो वह बाजार में हासिल करना चाहते हैं वह बाजार में कितना बेचने जा रहे है भी बाजार में कितना बेचने जा रहे हैं उन्होंने बाजार में कितना बेचने की योजना बनाई है और अगर आप जानते हैं कि यह हमारा बिक्री लक्ष्य है तो यह ही बाजार का अंतिम प्रदर्शन होगा क्योंकि यही अंतिम परिणाम है आप जो भी निर्माण करते हैं यदि आप उसे बाजार में बेचने में सक्षम हैं तो हम एक सफल संगठन हैं तो आने वाले बजट आयाम या उस बजट अवधि में कितना शायद यह एक महीने के लिए है तिमाही या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या उससे भी अधिकबजट के प्रकार के आधार पर कह सकते हैं हम बाजार में कितना बेचने जा रहे हैं तो हमें पता चला कि हमें बिक्री अनुसूची तैयार करने के साथ सभी तरह के बजटीय अभ्यास शुरू करने होंगे जैसे कि हम कितनी बिक्री करने जा रहे हैं और उस बिक्री अनुसूची में भी हमें अनुमान लगाना होगा हमें पूर्वानुमान लगाना होगा कि कुल बिक्री में से हम कितना प्राप्त करने जा रहे हैं कितनी बिक्री नकदी पर होने जा रही है और उधार पर कितनी बिक्री होने वाली है सही है ना इसलिए मामले में जानकारी को देखते हुए हमने पाया है कि हम केवल 1 तिमाही के लिए बजट तैयार कर रहे हैं जो 3 महीने जून जुलाई और अगस्त है इसलिए हमें पता चला कि यदि आप कुल बिक्री के बारे में बात करते हैं तो कुल बिक्री में केवल 10 प्रतिशत बिक्री नकद बिक्री है और शेष बिक्री उधार बिक्री है इसलिए हमने अनुमान लगाया है कि 3 महीने की अवधि में हम 15 मिलियन डॉलर या शायद 15 लाख डॉलर के मूल्य की बाजार में बिक्री करने जा रहे हैं और अगर हम इसे तीन महीनों में विभाजित करते हैं तो जून के महीने में 700 हजार डॉलर बिक्री की उम्मीद है और जुलाई के महीने में 400 हजार डॉलर और अगस्त के महीने में 400 हजार डॉलर के मूल्य की और फिर हमने अगली अनुसूची के बारे में सीखा और यह अगली अनुसूची क्या थी कैसी थी मतलब 10 प्रतिशत बाजार में बिक्री के समय एकत्र किया जाता है तो इसका मतलब है कि नकद बिक्री है लेकिन शेष 90 प्रतिशत हम कैसे इकट्ठा करने जा रहे हैं इसलिए हमने एक अनुसूची तैयार की थी और हमने इस बारे में जाना कि नकदी संग्रह बिल जून के महीने में 376 हजार से लेकर जुलाई के महीने में 607000 तक होगा और फिर हमने बात किया कि अगस्त महीने में 454 हजार होगा सही है तो यह बिक्री संग्रह होने वाला है अब हम अगली अनुसूची पर जाते हैं और अगली अनुसूची ख़रीद बजट तैयार करना है क्योंकि यदि आप बाजार में बेचने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें उसका निर्माण करने के लिए जाना होगा और यदि आप कुछ चीज का निर्माण करने जा रहे हैं तो हम कुछ खर्चों को वहन करना होगा और यदि यह उस मामले में एक विनिर्माण संगठन है तो बड़ी मात्रा में खर्च दो व्यापक सिरों पर है एक सामग्री खर्च है और दूसरा परिचालन व्यय है जिसे हम करना चाहते हैं इसलिए हमें दो अनुसूचिया तैयार करनी है एक है ख़रीद अनुसूची वह है कच्चे माल की ख़रीद अगला होगा ख़रीद के लिए भुगतान की अनुसूची और तीसरी अनुसूची परिचालन खर्चों के लिए निर्माण प्रक्रिया के संबंध में होगी इसलिए हमें इस मामले को देखना होगा कि ख़रीद के संबंध में क्या जानकारी दी गई है यदि आप मामले को ध्यान से पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमें दिया गया है कि बिक्री पर औसत सकल लाभ 40 प्रतिशत है बिक्री पर औसत सकल लाभ 40 प्रतिशत इसका क्या मतलब है इसका मतलब बेची गई वस्तुओं की लागत 60 प्रतिशत है 60 प्रतिशत COGS है अब COGS में क्या शामिल हैं उस 60 प्रतिशत में आपको दो व्यापक चीजों को शामिल करना है एक है सामग्री खर्च कच्चे माल का खर्च और दूसरा परिचालन व्यय लेकिन इस मामले में परिचालन व्यय की जानकारी हमें बहुत स्पष्ट रूप से अलग से दी गई है ये खर्चे हमें दिए जाते हैं जैसे कि वेतन मजदूरी और दलाली जोकि बिक्री का औसत 20 प्रतिशत है अन्य सभी परिवर्तनीय व्यय बिक्री का 4 प्रतिशत हैं इसका मतलब है कि अगर ये खर्च अलग से हमें सभी परिचालन खर्चों को करने के लिए दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि बेची गई लागत का 60 प्रतिशत हमें केवल कच्चे माल की लागत के रूप में मानना होगा कच्चे माल की लागत के रूप में तो यह कुल लागत होगी 60 प्रतिशत कच्चे माल और अन्य परिचालन खर्चों की लागत होगी जो कि वेतन मजदूरी दलाली और अन्य चर खर्च हैं तो यह सारा बेची जाने वाली वस्तु की पूरी लागत बन जाएगी तो आपको भ्रम नहीं है कि 40 प्रतिशत जीपी है इसका मतलब है कि 60 प्रतिशत अच्छी बिक्री की लागत है और 60 प्रतिशत में सामग्री के साथ साथ अन्य खर्च भी शामिल हैं नहीं ना अन्य खर्चों को अलग से हमें दिया गया है जो कि बिक्री का लगभग 24 प्रतिशत है इसलिए इसका मतलब केवल यह 60 प्रतिशत है जो कि शेष राशि सामग्री की लागत है इसलिए हमें यह मानना होगा कि यह सामग्री की लागत है और यह एक तरह से खरीदी की लागत है जिसे हम बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब 60 प्रतिशत है अब स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है आप उसे फिर से पढ़ते हैं यहां क्या लिखा गया है यह नीति है कि हर महीने पर्याप्त माल का अधिग्रहण किया जाए ताकी अगले महीने अनुमानित बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत के बराबर हो जाए ठीक है ना नीति यह है कि प्रत्येक महीने पर्याप्त सामग्री का अधिग्रहण करना है जो बेची गई वस्तुओं की अनुमानित लागत के बराबर है या ख़रीद के महीने के बाद के महीने के लिए भुगतान किया जाए ख़रीद के महीने के बाद के महीने में सभी ख़रीद का भुगतान किया जाता है इसका मतलब है कि जून के महीने में हम जो भी ख़रीददारी कर रहे हैं वह जुलाई के महीने में उसके लिए भुगतान करेगा और हम जो भी खरीद रहे हैं उसका मतलब है कि कच्चा माल हम जुलाई के महीने में ख़रीद रहे हैं उसके लिए भुगतान अगस्त में किया जाएगा इसका मतलब है कि इस फर्म को आपूर्तिकर्ताओं से 1 महीने या 30 दिनों की उधार अवधि मिल रही है इसलिए इसका मतलब है कि उन्हें कच्चे माल की ख़रीद के लिए या कच्चे माल की ख़रीद के लिए भुगतान करने के महीने में चिंता नहीं करनी होगी वे कच्चा माल ख़रीद सकते हैं उनकी विनिर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद उन्हें इस बात से परेशान होना होगा कि हमने पिछले महीने में कितना ख़रीदा है हमें वर्तमान महीने में भुगतान करना होगा और इस संबंध में हमें क्या करना है हमें यह पता लगाना होगा कि हमने पिछले महीने में क्या ख़रीदा था हमें मौजूदा महीने में इसके लिए भुगतान करना होगा जो कि 100 प्रतिशत है सही है तो अब इस मामले में क्योंकि हम 1 तिमाही जून जुलाई और अगस्त के लिए बजट तैयार कर रहे हैं इसका मतलब जून के महीने में जो हम जिस सामग्री की ख़रीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं वह सामग्री मई के महीने में हासिल की गई थी स्पष्ट है वह सामग्री मई के महीने में हासिल कर ली गई थी तो मई में हमने सामग्री प्राप्त कर ली है और हम यह भुगतान करने जा रहे जून के महीने में जून में हम सामग्री का अधिग्रहण करते हैं जिसका हम जुलाई में भुगतान करने जा रहे हैं और जुलाई में हम उस सामग्री का अधिग्रहण करने जा रहे हैं जिसका भुगतान हम अगस्त के महीने में करने जा रहे हैं इसलिए ख़रीद अनुसूची की तैयारी करते समय आपको गणना करनी होगी आपको मई के महीने के लिए ख़रीददारी के संबंध में उस सूचना को उस अनुसूची में दिखाना होगा क्योंकि अन्यथा आप यह नहीं जान पाएंगे कि जून के महीने में एक कच्चे माल की ख़रीद के कारण नकद बाहरी प्रवाह कितना हो रहा हैसमझ गए इसलिए हमें यह अनुसूची अभी तैयार करनी है और यह ख़रीद बजट या ख़रीद अनुसूची है और इस ख़रीद अनुसूची या ख़रीद बजट को तैयार करते समय इस बात की जानकारी कितने महीने के लिए लेनी होगी 4 महीने हमें उस जानकारी को ध्यान में रखना है कि 4 महीने की जानकारी है तो इसका मतलब है कि जब आप इस 4 महीने की जानकारी लेते हैं तो हम यहां क्या करने जा रहे हैं हम पहले कर रहे हैं हम ख़रीद बजट तैयार करने जा रहे हैं ख़रीद बजट यह ख़रीद बजट है इस ख़रीद बजट में हम जो करने जा रहे हैं हम यहां पहला कॉलम विवरण के लिए है यह महीनों के लिए है जो मई जून जुलाई और शेष अगस्त है लेने जा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ विवरण लिखना होगा और हमें यहाँ मई लिखना होगा यह जून है यह जुलाई है और यह अगस्त है यह अगस्त के लिए जानकारी है हमें अगस्त के लिए यह जानकारी लेनी होगी तो इसका मतलब यह है कि यह जानकारी अगस्त के लिए हो सकती हैं जिसे हम लेने जा रहे हैं उसके लिए यह जानकारी हो सकती है तो इसका मतलब है कि हम यह जानकारी कितने महीनों के लिए लेने जा रहे हैं हम इसकी जानकारी 4 महीने के लिए लेने जा रहे हैं आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जब हम 3 महीने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं तो इस अनुसूची में हम 4 महीने के लिए जानकारी क्यों ले रहे हैं क्योंकि भुगतान की शर्त है कि चालू माह में ख़रीददारी के लिए हम अगले महीने में भुगतान करने जा रहे हैं इसलिए हमें यहां लेना है हम इस अनुसूची को ख़रीद के भुगतान के रूप में तैयार करने जा रहे हैं यह केवल कच्चे माल के ख़रीद की अनुसूची है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि जून के महीने में जब आप अगली अनुसूची को तैयार करेंगे तो आपको यह पता लगाना होगा कि जून के महीने में हमें कितना भुगतान करना है जिस सामग्री के बारे में आपको सिर्फ ख़रीद अनुसूची से पता चलेगा कि हमने मई के महीने में कितना ख़रीदा है यही कारण है कि हम यहां 4 महीने का समय ले रहे हैं जबकि अगली अनुसूची में ख़रीद संवितरण बजट केवल 3 महीने लेगा 4 महीने नहीं इसलिए हम यहां वह जानकारी ले रहे हैं अब शर्त क्या है हम कितनी ख़रीददारी करने जा रहे हैं मतलब कि मामले में यहाँ क्या लिखा गया है इस मामले में लिखा गया है कि हर महीने पर्याप्त अतिरिक्त सामग्री का अधिग्रहण करने की नीति है ताकि अगले महीने बेचे जाने वाले माल की अनुमानित लागत के बराबर किया जा पाए अगले महीने बेची जाने वाली वस्तुओं की अनुमानित लागत तो इसका मतलब है कि अगले महीने बेचा जाने वाला अनुमानित माल क्या है हम जून के महीने में कैसे बेचने वाले हैं आपको यहां स्पष्ट रूप से अनुमानित बिक्री जानकारी दी गई है जो 700 हजार डॉलर है हमारी बिक्री राशि जून के महीने में 7 लाख डॉलर होने जा रही है तो इसका मतलब है कि सीओजीएस क्या है 60 प्रतिशत क्योंकि 40 प्रतिशत सकल लाभ है इसलिए सामग्री की लागत 60 प्रतिशत होगी जिसे हम मई के महीने में खरीदेंगे लेकिन 60 प्रतिशत बिक्री उस महीने की होगी जो हम जून के महीने में करने जा रहे हैं तो जून के महीने में कितना बिकने वाला है 700 हजार और उसका 60 प्रतिशत क्या है उसका 60 प्रतिशत कह सकते हैं कि 420 हजार है तो हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं ख़रीद ख़रीद अगले महीने की बिक्री के 60 प्रतिशत के बराबर कच्चे माल की होती है तो अगले महीने क्या बिक्री होगी 700 हजार और उसका 60 प्रतिशत क्या है यह 420 हजार डॉलर होने जा रहा है तो यह अगले महीने की ख़रीद के 60 प्रतिशत के बराबर कच्चे माल की ख़रीद है तो यह 420 हजार डॉलर है तो इसका मतलब है कि इस राशि को हम मई के महीने में खरीदने जा रहे हैं और इस राशि का हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए मैं डॉलर के इस संकेत को यहां डाल रहा हूं तो 420 हजार इसी तरह जून के महीने में ख़रीद बिक्री के आधार पर होने वाली है और जून के महीने में हम कितनी बिक्री करने जा रहे हैं जून के महीने में हम बिक्री करने जा रहे हैं माफ कीजिए जून में तो हमने 7 लाख ले लिए हैं लेकिन जुलाई के महीने में हम कितनी बिक्री करने जा रहे हैं हम बेचने जा रहे हैं 400 हजार तो 400 हज़ार के लिए जून के महीने में कच्चा माल खरीदना पड़ेगा और यह कितना होने वाला है यह डॉलर होने जा रहा है 60 प्रतिशत कितना होने जा रहा है 240 हजार हां 240 हजार डॉलर और जुलाई के महीने में फिर से हम अगले महीने की बिक्री के 60 प्रतिशत के बराबर ख़रीददारी करने जा रहे हैं और अगस्त में हम कितनी बिक्री करने जा रहे हैं अगस्त के महीने में बिक्री होने वाली है मान ले कि 240 हजार डॉलर मतलब है कि कुल बिक्री 4 लाख होने वाली है इसलिए हमारा 60 प्रतिशत 240 हजार डॉलर की ख़रीद होने वाला है और अगस्त के महीने में हम कितना खरीदने के लिए जा रहे हैं अगस्त के महीने में हम कितना खरीदने वाले हैं जोकि सितंबर महीने की बिक्री के 60 प्रतिशत के बराबर हैं और सितंबर की बिक्री कितनी है मान लीजिए 3 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर इसका मतलब है 60 प्रतिशत 180 हजार डॉलर होने जा रहा है 180 हजार डॉलर कुल ख़रीद होने जा रहा है हमारे पास कोई अन्य जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से यहां लिख सकते हैं इस जानकारी में 1 महीने के उधार पर कुल ख़रीद 1 महीने के उधार पर कुल ख़रीद कितने में होने जा रही है डॉलर 420 हजार जोकि मई के महीने में है फिर डॉलर 240 हजार है जोकि जून के महीने में है जुलाई के महीने में 240 हजार और अगस्त के महीनों में 180 हजार सही है तो यह अनुसूची खत्म हो गई यह अनुसूची समाप्त हो गई अब हमने पहले ही अनुसूची को तैयार कर लिया है और यह अनुसूची हमारी ओर से पूरी हो गई है इसलिए हमें किसी भी चीज की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है हम जानते हैं कि इन विभिन्न महीनों में हम कितनी ख़रीद करने जा रहे हैं यह अब स्पष्ट है इसलिए हमारी ख़रीददारी हमारे पास तैयार है मई में हम 420 हजार डॉलर के मूल्य की ख़रीद करने जा रहे हैं जून में 240 हजार डॉलर जुलाई में ख़रीद 240 हजार डॉलर और अगस्त में 180 हजार डॉलर होगी जो कि कुल बिक्री जो हम सितंबर के महीने में करने जा रहे हैं का 60 प्रतिशत होने जा रही है लेकिन ख़रीद अगस्त के महीने में होगी और यह 180 हजार डॉलर मूल्य की है सही है ना तो यह अनुसूची हमारे पास तैयार है जिसे ख़रीद बजट या ख़रीद बजट अनुसूची सही कहा जाता है सही है ना अब हम अगली अनुसूची के लिए जाएंगे और वह अनुसूची है ख़रीद का संवितरण ख़रीद का संवितरण हम उस ख़रीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं जिसे हमने यहां बनाया हैं इसलिए यह ख़रीद अनुसूची का संवितरण है तो अब हम कैसे वितरण करने जा रहे हैं अब हमें यहां मई के महीने को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जून के लिए बजट तैयार कर रहे हैं लेकिन ख़रीद अनुसूची से हम जान पाते हैं कि हम जून के महीने में कितना भुगतान करने जा रहे हैं जो हमने मई के महीने में खरीदी थी सही है ना तो हमें सामग्रियों की ख़रीद के कारण नकदी के बाहरी प्रवाह का पता लगाना होगा तो फिर से हम मैं इसे फिर से नहीं लिख रहा हूं लेकिन कॉलम समान है विवरण और महीने तो फिर हम यहाँ पर विवरण लिख रहे हैं इसलिए पहले हम यहाँ लिखेंगे कि पिछले महीने की ख़रीददारी के लिए जो भुगतान किया गया है पिछले महीने की ख़रीददारी के लिए भुगतान किया गया है और हम यहाँ क्या डाल रहे हैं बस एक संदर्भ के लिए मैं यहां जून डाल रहा हूं फिर मैं यहां जुलाई डाल रहा हूं और फिर मैं यहां अगस्त रख रहा हूं तो हम भुगतान करने जा रहे हैं पिछले महीनों की ख़रीददारी के लिए भुगतान पिछले महीनों की ख़रीददारी के लिए हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं मई के महीने में हमने जून की बिक्री के 60 प्रतिशत के बराबर ख़रीदा है तो जून में हम जुलाई माफ कीजिए मई में किए गए ख़रीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं तो हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं यानी 420 हजार डॉलर यह जानकारी पिछली अनुसूची से हमारे पास आई है दूसरी बात कितना हो रही है जुलाई के महीने में हम खरीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं जो हमने जून के महीने में खरीद की और इस अगस्त में हम यह भुगतान करने जा रहे हैं जो 240 हजार रुपये का है जिसे हमने जुलाई महीने में खरीदा था अब सवाल उठता है कि अगस्त के महीने में खरीदी गई खरीदारी के लिए भुगतान हम कब करने जा रहे हैं सितंबर के महीने में होने वाली बिक्री के लिए वह राशि जो हम अभी नहीं चुकाने वाले हैं केवल नकदी का बाहरी प्रवाह कितना है कच्चे माल की खरीद पर 420 हजार डॉलर जून के महीने में सामग्री की खरीद के आधार पर 240 हजार डॉलर जुलाई और अगस्त के महीने में 240 हजार डॉलर सही है ना अब अगस्त के महीने में हमने जो ख़रीद की उसका क्या जो हमारे पास है इसलिए इस राशि को देय खातों के रूप में दिखाया जाएगा इस राशि को देय खातों के रूप में दिखाना होगा और यह राशि कितनी है कुछ भी देय नहीं है जून में कुछ भी भुगतान किया जाना बाकी नहीं है और जुलाई में भी कुछ भुगतान बाकी नहीं है इसलिए अगस्त के महीने में आप दिखा रहे होंगे कि यह 180 हजार डॉलर है जो देय खाता बनने जा रहा है यह खाता बनने जा रहा है यह अभी भी बकाया है तो अब यह राशि कहां जाएगी यह जानकारी जोकि किया गया भुगतान 420 हजार है 240 240 है यह नकद बजट में जाएगी क्योंकि इससे नकदी का बाहरी प्रवाह होगा और उसे हमें नकदी बजट में दिखाना होगा लेकिन यह 180 हजार रुपये कोई नकदी बाहरी प्रवाह नहीं होने वाला है तो यह 180 हजार रुपये सीधे इस जगह से बैलेंस शीट पर जाएंगे और हम इसे एक देयता के रूप में दिखाएँगे जब तक कि हम भुगतान नहीं करते हैं जोकि शायद बजट में है जिसे हम अगले भाग के लिए तैयार करने जा रहे हैं तो यह दिखाया जाएगा मतलब हमारे पास दो सूचनाएं हैं एक वह संवितरण है जो हमने अलग अलग 3 महीनों के दौरान की थी जोकि नकद बजट में जाएगी और दूसरी जानकारी वह देय है अभी हमने कोई भुगतान नहीं किया है इस राशि से खाते में कोई भी भुगतान नहीं किया है इस राशि को कहीं भी नकद बजट में नहीं डाला जाएगा क्योंकि कोई नकदी का बाहरी प्रवाह नहीं है तो यह जानकारी सीधे तरीके से बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि अभी भी इस तिमाही में यह फर्म पर देयता है इस तिमाही के अंत तक अगस्त के महीने तक यह फर्म पर देयता होने जा रही है और हमें त्रैमासिक बैलेंस शीट में यह दायित्व जिसे हम इस तिमाही के लिए तैयार कर रहे हैं जो कि बजटीय त्रैमासिक बैलेंस शीट है में दिखाना होगा स्पष्ट है तो इसका मतलब है कि ख़रीद कार्यक्रम हमारे पास तैयार है और हम जानते है कि नकदी का बाहरी प्रवाह कितना होगा देयता कितनी है और यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध है अब अगला परिचालन खर्च बजट और उनका भुगतान है परिचालन व्यय परिचालन व्यय बजट और उनका भुगतान अब फिर से हम इसे जून जुलाई अगस्त के रूप में लेने जा रहे हैं और परिचालन खर्च कितना हो रहा है हमें उन शीर्षों के तहत दिया जाता है जो सही हैं हमें दो प्रमुखों के तहत दिया गया है जोकि वेतनमजदूरी दलाली है आइए हम मामले पर वापस जाएं यहां कितना लिखा गया है यह स्पष्ट रूप से हमें दिया गया है कि वेतन मजदूरी और कमीशन औसत बिक्री का 20 प्रतिशत है अन्य सभी परिवर्तनीय व्यय बिक्री का 4 प्रतिशत है सही है किराया संपत्ति कर और विविध वेतन और अन्य मदों के लिए निश्चित खर्च 55 हजार डॉलर मासिक हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी केवल एक ही आइटम है उदाहरण के लिए जब केवल एक ही आइटम होती है जैसे कि निश्चित खर्च केवल एक आइटम विवरण हमें दिया जाता है प्रति माह इसका भुगतान 55 हजार डॉलर है इसलिए इसके लिए अनुसूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है इस मामले से सीधे तौर पर यह जानकारी जा सकती है जहां इसे आखिरकार नकद बजट के साथ साथ लाभ और हानि खाते में जाना है तो परिचालन खर्च के लिए या तो आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पहले 20 प्रतिशत और फिर 4 प्रतिशत या आप कह सकते हैं कि आखिरकार हम बिक्री के 24 प्रतिशत के बराबर भुगतान करने जा रहे हैं जो वेतन मजदूरी और दलाली और अन्य चर खर्चों के आधार पर है इसलिए इसे एक साथ 24 प्रतिशत लें और वेतन मजदूरी और दलाली के 24 प्रतिशत की गणना करके इस मद को डालें और केवल एक आइटम के तहत रखें ताकि हमें मतलब जानकारी ना बनाना पड़े जो कि अनावश्यक रूप से बनाई गई है और जरूरी नहीं है तो यहाँ क्या विवरण है वेतन मजदूरी दलाली और अन्य परिवर्तनीय खर्चों के लिए भुगतान जून के महीने में हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं वह राशि कितनी है यदि आप उस बिक्री की मात्रा की गणना करते हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो यह होने वाली है यदि आप 20 प्रतिशत की गणना करते हैं तो कितना जून के महीने में 7 लाख का 20 प्रतिशत बिक्री 7 लाख है उस पहले का 20 प्रतिशत कितना होने वाला है यह कहीं न कहीं 140 हजार आने वाला है और इसका 4 प्रतिशत कितना होने जा रहा है यह 28 हजार है तो कुल मिलाकर आप मासिक बिक्री के 24 प्रतिशत की दर से वेतन मजदूरी और दलाली और अन्य चर खर्च कर सकते हैं तो हमारी बिक्री 700 और 700 हज़ार है तो कितना खर्च होने वाला है डॉलर 168 हज़ार 168 हज़ार यहाँ कितना होने जा रहा है यह खर्च कितना होगा 4 लाख की बिक्री इसलिए यह 94 हजार डॉलर होने जा रहा है और यहां यह फिर से 94 नहीं माफ कीजिए 90 होने जा रहा है 96 हजार डॉलर और यह फिर से यहां 96 हजार डॉलर है कोई अन्य खर्च नहीं है इसलिए खर्चों का कुल भुगतान होने जा रहा है खर्चों का कुल भुगतान कितना होने वाला है फिर से 168 हजार डॉलर यह 96 हजार है और यह फिर से 96 हजार डॉलर है क्षमा करें यह आपके परिचय खर्चों के कारण हमारी नकदी का बाहरी प्रवाह होने वाला है तो आपकी बेचे जाने वाली सामान की लागत बन जाएगी सामग्री के खर्चों का कुल योग जो कि अधिकतम बिक्री का 60 है तो वह नकद बाहरी प्रवाह उस महीने में होगा और दूसरा वह दूसरा भाग है संचालन खर्चे जो कि आंशिक रूप से चर है आंशिक निश्चित तो चर खर्चे जोकि वेतन मजदूरी और दलाली और अन्य चरो के कारण हैं वह सब इकट्ठा करके अनुसूची में डाले जाते हैं और हम जानते हैं कि यह भुगतान 168 हजार 96 हजार और 96 हजार होने जा रहा है ठीक शेष निश्चित व्यय हैं केवल एक आइटम 55000 प्रति माह अनुसूची को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है सीधे तौर पर इस मामले से जानकारी आपके नकद बजट और लाभ और हानि खाता बजटिय लाभ और हानि खाता या बजटीय आय विवरण में जा सकती है इसलिए इस जानकारी को देखने और लाभ और हानि खाते नकदी प्रवाह विवरण या नकद बजट और बजटीय बैलेंस शीट तैयार करने से पहले आवश्यक पृष्ठभूमि के काम को देखते हुए हमें कुछ अनुसूचियां तैयार करनी होगी और अब केवल इन्हीं अनुसूचियों की आवश्यकता है पहले हमें बिक्री अनुसूची बिक्री भुगतान बिक्री संग्रह अनुसूची ख़रीद अनुसूची ख़रीद भुगतान अनुसूची परिचालन खर्चों की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि अब हम स्पष्ट हैं कि यदि आप एक महीने में बिक्री की एक विशेष राशि बेचने जा रहे हैं तो कैसे उसके लिए हम कितना उत्पादन करने जा रहे हैं एक सामग्री व्यय में कितना जा रहा है परिचालन खर्च कितना होने जा रहा है तो आपके सभी इनपुट और आउटपुट अनुसूचियां आपके पास तैयार हैं अब ये अनुसूची या इस अनुसूची की जानकारी सीधे तीसरी महत्वपूर्ण अनुसूची में ले जाई जा सकती है आप उसे कह सकते हैं तो कभी कभी हम इसे बजट कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक बजट का हिस्सा है तो बजटीय बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते को तैयार करने से पहले हम बजटीय नकदी प्रवाह विवरण को तैयार करेंगे और इसका मतलब है कि हमें जानकारी चाहिए ताकि हम इसका पता लगा सकें कि हमें कितनी राशि की आवश्यकता है और हम कितनी राशि का भुगतान करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस जानकारी को विभिन्न स्थानों पर और अलग अलग खातों में दिखाने जा रहे हैं तो इस मामले में इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हैं तो कुल आय और व्यय लाभ और हानि खाते में दिखाए जाएंगे और फिर नकद बजट और फिर बजटीय बैलेंस शीट तैयार करनी होगी तो अब इससे पहले कि हम वित्तीय बजट तैयार करने के लिए जाएं क्योंकि वित्तीय बजट के दो घटक हैं एक घटक है नकदी बजट और दूसरा घटक है बजटीय बैलेंस शीट इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए यह सीखना बेहतर है कि हमने खरीदी गई परिचालन बजट अनुसूची बनाई है इसलिए पहले हम लाभ और हानि खाते को तैयार करने के बारे में जानेंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परिचालन बजट का अंत है जो कि बजटीय लाभ और हानि खाता है और फिर हम बजटीय नकदी प्रवाह विवरण या नकदी बजट तैयार करने के बारे में जानेंगे और फिर बजट बैलेंस शीट